तो इंजीनियरों और गैर जीवविज्ञानी के लिए जीव विज्ञान पर व्याख्यान की इन श्रृंखलाओं में आपका स्वागत है में पिछले 2 वीडियो हमने जीवन की उत्पत्ति और फिर जिंदगी विकास के विभिन्न रूपों के बारे में बात की अब इसकी स्थापना के बाद से यह बहुत स्पष्ट है कि जीवन एक पहेली है और यह जारी है जीवविज्ञानियों के साथ साथ अन्य शोधकर्ताओं के लिए भी एक पहेली हो अब हम क्या नहीं करते समझ यह है कि यह कैसे होता है कि विभिन्न कोशिकाएं अलग अलग व्यवहार करती हैं या जीवन के विभिन्न रूप अलग ढंग से व्यवहार करते हैं और इसका कारण बहुत सरल है क्योंकि यदि आप इस जीवन की दुनिया में अपने चारों ओर देखते हैं जीव विज्ञान आप जटिलता की बड़ी राशि पाते हैं आपके पास एक सरल एकल कोशिकीय जीव है अमीबा या आपके पास इंसानों की तरह अधिक जटिल जीव हैं तो बहुत बड़ा है जटिलता और आप इस जटिलता को समझने की कोशिश कैसे करते हैं और अधिकांश शोधकर्ता इसका उपयोग करते हैं एक बहुत ही न्यूनतावादी दृष्टिकोण जिसमें आप बिट्स और टुकड़ों में जीवन का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं और करने की कोशिश करते हैं उन विशेषताओं की पहचान करें जो जीवन के इस सूत्र से जुड़ सकती हैं तो उस पृष्ठभूमि के साथ अगले 2 वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जीवन की मूलभूत इकाई जो कोशिका है अब आप सेल को कैसे परिभाषित करते हैंजैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया है जीवन की सबसे मौलिक इकाई है और यह कोशिका है यदि आप समझते हैं कि यह मौलिक कैसे है जीवन की इकाई काम करती है आप विभिन्न जीवों और उनके लिए बहुत कुछ अतिरिक्त कर सकते हैं काम करने का तंत्र इसलिए इस वीडियो में हम सेल संरचना और कार्य के बारे में बात करने जा रहे हैं और मैं शुरू करना चाहूंगा इस सीरीज़ में इस विशेष वीडियो में जे थेरियट के हवाले से लिखा गया है कि "कुछ भी छोटा नहीं है अधिक जीवित और कुछ भी बड़ा जीवित नहीं है "तो दूसरे शब्दों में यह सबसे मौलिक है इकाई और यह जीवन की इकाई है तो इस वीडियो के उद्देश्य क्या हैं इस के उद्देश्य वीडियो यह समझने के लिए हैं कि कोशिकाएं क्या हैं और उनकी संरचना क्या है और कैसे है यह संरचना कोशिका के कार्य के साथ परस्पर जुड़ती है अब 1800 के दशक के मध्य में 3 जर्मन वैज्ञानिक एक सिद्धांत लेकर आए जिसे कहा जाता है सेल सिद्धांत और यह आज भी सच है और जैसा कि मैंने कहा कि यह कोशिकाओं को बताते हुए शुरू होता है जीवन की मौलिक इकाई यदि आप कोशिकाओं को समझते हैं और कोशिकाएँ किस प्रकार कार्य करती हैं आप समझ सकते हैं समझें कि जीवन कैसे कार्य कर सकता है इस सिद्धांत का दूसरा बिंदु प्रत्येक जीव भी है प्रत्येक जीवित जीव कम से कम एक सेल या एक से अधिक सेल से बना होता है तो यही होता है जिसे आप एककोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव के रूप में समझते हैं और फिर तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जिसके बारे में हम कब से बोल रहे हैं प्रथम श्रेणी यह है कि प्रत्येक जीवित कोशिका कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के माध्यम से नई कोशिकाओं को जन्म देगी कोशिकाओं का एक सेट हमेशा सेल की प्रक्रिया के माध्यम से पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होगा विभाजन या जिसे आप प्रजनन कहते हैं तो कोशिकाओं के गुण क्या हैं और वे कैसे हैं उन चीजों के समान जो आप अपने और जीवन के चारों ओर देखते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया जीवन जटिल है लेकिन ऐसा है कोशिकाएं हैं लेकिन जो मैं आपको ध्यान में रखना चाहता हूं वह यह है कि जीवन की तरह ही एक सेल एक मशीनरी या एक गतिशील है प्रणाली जहां उस प्रणाली के प्रत्येक घटक दूसरे के साथ उसके संतुलन में है यह भी वह कोशिका है जहाँ कोशिका के विभिन्न घटक एक दूसरे से बात करते हैं संवाद करते हैं एक दूसरे के साथ और फिर आप जो प्रभाव देखते हैं वह इन सभी प्रतिक्रियाओं का कुल योग है बातचीत जो एक सेल के भीतर हो रही है तो हां कोशिकाएं जटिल इकाइयां हैं और सुंदरता प्रत्येक कोशिका है जो सबसे मौलिक है इकाई चाहे आप एकल कोशिकीय जीव लें या बहुकोशिकीय जीव इसके पूरे हैं पैक की गई जानकारी जिसे आप आनुवंशिक सामग्री के रूप में कहते हैं के रूप में पैक किया जाता है कुछ जीवों में डीएनए यह आरएनए भी हो सकता है और यह यह आनुवंशिक सामग्री है जो कि है विकास में चर्चा की अणु है जो संभव विविधताओं के लिए खिड़की प्रदान करता है और रूपांतरों इसलिए प्रत्येक कोशिका का अपना आनुवंशिक कोड है इसकी जानकारी डीएनए में संग्रहीत है अब वह डीएनए कैसा है संग्रहीत है जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को निर्धारित करता है और मैं थोड़ी देर बाद उस पर आऊंगा किसी अन्य जीव की तरह कोशिकाओं के बारे में अन्य बात चाहे वह मनुष्य हो या कुत्ते या पौधे वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रजनन करते हैं और वे नई बेटी कोशिकाओं को जन्म देते हैं किसी भी जीवित जीव की तरह कोशिकाएं अपने भरण पोषण के लिए ऊर्जा प्राप्त करना चाहेंगी न कि सिर्फ ऊर्जा प्राप्त करें यदि आवश्यकता हो तो जीवन प्रक्रियाओं के लिए उस ऊर्जा का उपयोग करें उदाहरण के लिए यदि मिट्टी पर कहीं एक अमीबा बैठा है और वह एक खाद्य कण पाता है पड़ोस में कहीं यह उस भोजन के कण से संपर्क करने की कोशिश करेगा इसे हिलाने की कोशिश होगी उस खाद्य कण की ओर लेकिन इस अमीबा की प्रक्रिया खाद्य कण की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है प्रक्रियाओं की एक पूरी असंख्य शामिल हैदूसरे शब्दों में न केवल अमीबा को स्थानांतरित करने के लिए आगे इसे अपना आकार बदलना होगा इसे जाना होगा और फिर इस भोजन को संलग्न करना होगाअब यह सब एक है ऊर्जा गहन प्रक्रिया इसलिए अमीबा के पास उस स्थान पर मशीनरी होनी चाहिए जहां पर और जब जीव को आवश्यकता होती है यह ऊर्जा की आपूर्ति की है तो यह न केवल बाहर के स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करना चाहिए जैसे कि वह भोजन जिसे वह खाने की कोशिश कर रहा है उसे भी ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए और फिर उस ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए आंदोलन और शरीर के अन्य कार्यों के लिए अब यह सब केवल एक जीवित कोशिका में संभव है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कोशिकाएं एक पूरी से बनी होती हैं प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला जो हो रही है जिसे हम चयापचय कहते हैं ऐसा चयापचय होता है बाहर से या तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया होती है अपने दम पर भोजन को संश्लेषित करते हैं और फिर ऊर्जा के उत्पादन के लिए उस विशेष भोजन का उपयोग करते हैं यांत्रिक गतिविधि जीवन का एक और हिस्सा है जैसा कि हमने उल्लेख किया है जो या तो इसमें शामिल हो सकता है हरकत की प्रक्रिया या आकार परिवर्तन जैसे अमीबा के इस मामले में अब अगर ए जीव जीवित है यह अलगाव में कभी नहीं रह रहा है इसे अपने पर्यावरण के साथ संवाद करना होगा इसे कभी कभी बाहर से अंदर तक या इसके विपरीत जानकारी को रिले करने की आवश्यकता होती है ऐसे में स्थिति सेल या जीव को एक ऐसी जगह पर एक सिस्टम की आवश्यकता होती है जो करने में सक्षम हो संचार तो जीवन की इस मौलिक इकाई के साथ संवाद करने में भी सक्षम है बाहरी दुनिया और उस पर प्रतिक्रिया और इन सबके बीच सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी प्रक्रियाएं चाहे वह हरकत की हो चाहे वह ऊर्जा उत्पन्न करने की हो यह संचार की एक प्रक्रिया है आप पाते हैं कि कोशिकाएँ हैं अत्यधिक विनियमित ये उन सर्वोत्तम विशेषताओं में से एक हैं जिनमें एक सेल अपने पूरे नियंत्रण में रहता है ऐसी प्रक्रियाएँ जिनमें त्रुटि के बहुत कम मार्जिन हैं एक क्लासिक उदाहरण डीएनए की प्रक्रिया है प्रतिकृतिहमें यह जानकर आश्चर्य होगा कि हर बार एक कोशिका का डीएनए डुप्लिकेट होता है प्रक्रिया यह देखती है कि यह उसकी प्रतिलिपि को बिल्कुल डुप्लिकेट करता है इतना है कि त्रुटि दर पर 10 मिलियन आधारों में डीएनए प्रतिकृति का समय संभवतः 1 होगा इसलिए प्रत्येक 10 मिलियन रीड्स के लिए शायद 1 त्रुटि हो सकती है जो स्पष्ट रूप से योगदान करती है बेटी सेल में भिन्नता है लेकिन यह प्रक्रिया की निष्ठा है और यह बस है संभव है क्योंकि सेल में किसी भी हिस्से की मरम्मत का ध्यान रखने के लिए पूरी मशीनरी है शरीर या कोशिका संरचना के हिस्सों के साथ साथ प्रक्रियाएं लेकिन चाहे हम एकल कोशिका वाले जीव या हम उच्च अंत जीव के लिए सभी तरह से जाते हैं जो दिलचस्प है ध्यान दें और यह हम सब पर है कि जीवन की कुछ प्रक्रियाएं मौलिक रूप से हैं संरक्षित जब मेरा मतलब मौलिक रूप से संरक्षित था उदाहरण के लिए कि डीएनए कैसे जानकारी संग्रहीत करेगा में इन सभी सूचनाओं को किस भाषा में कोड किया गया है इन अरबों में संरक्षित है विकास के वर्ष चाहे आप बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं या आप मनुष्यों के बारे में बात करते हैं आप पाते हैं वह आनुवंशिक कोड जिसके द्वारा जानकारी संग्रहीत की जाती है अत्यधिक संरक्षित है इसी तरह जीवन को नियंत्रित करने वाली कई अन्य चयापचय प्रतिक्रियाएं भी संरक्षित की जाती हैं क्रमागत उन्नति तो ये कोशिकाएं क्या हैं और जीवन को समझने के लिए यह एक पहेली क्यों है मुझे आपके ध्यान को एक प्रमुख सीमा तक ले जाने की आवश्यकता है जो हमारे पास है क्योंकि मनुष्य एक संकल्प है मनुष्य की आंख हमारे लिए उन चीजों को देखना संभव नहीं है जो आकार में कुछ मिलीमीटर से नीचे हैं अब यह हमारी समझ में एक प्रमुख सीमा रही है कि जीवन कैसे काम करता है क्योंकि इनमें से बहुत से जीव बहुत छोटे हैंवे कहीं भी आकार सीमा के बारे में हैं 2 से 10 माइक्रोन के बीच या वे 100 माइक्रोन के रूप में बड़े हो सकते हैं लेकिन फिर भी यह आकार नीचे हैमानव आंख का संकल्प और इसके लिए निश्चित रूप से किसी प्रकार के आविष्कार की आवश्यकता थी मुख्य रूप से सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के माध्यम से यदि यह प्रकाशिकी और विकास के लिए नहीं था विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मदर्शी यह शोधकर्ताओं के लिए संभव नहीं होगा समझें कि जीवन वास्तव में कैसे काम करता है और कोशिकाएं वास्तव में कैसे काम करती हैं तो कोशिकाओं के आकार में वापस आना जो हम आज के रूप में पाते हैं वह यह है कि इनमें से अधिकांश कोशिकाएं हैं कुछ अपवादों के साथ आकार में 02 से 10 माइक्रोन होते हैं आपके पास अपवाद हैं के लिए उदाहरण के न्यूरॉन्स जो हम देखेंगे वह आकार में 10 माइक्रोन से बहुत बड़े हैं किंतु वे अपवाद नहीं जीवित दुनिया भर में अधिकांश कोशिकाएं इस आकार की सीमा में हैं और जैसा कि आप कर सकते हैं स्पष्ट रूप से देखें कि यह आकार सीमा मानव आँख के संकल्प से नीचे है और हमें सहायता की आवश्यकता है विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मदर्शी उनमें से कुछ प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से दिखाई देते हैं उनमें से नहीं हैं वे जो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से दिखाई नहीं देते हैं हम तब इलेक्ट्रॉन का समाधान करते हैं सूक्ष्मदर्शी जहां प्रकाश के दृश्य के स्रोत के रूप में उपयोग करने के बजाय हम एक किरण का उपयोग करते हैं कल्पना करने के लिए इलेक्ट्रॉनों लेकिन जो भी दृष्टिकोण आप लेते हैं एक बात की सराहना करनी होगी और वह जीवन 3 अरब वर्षों से अस्तित्व में है और मैं इस पर जोर देना चाहता हूं बिंदु क्योंकि जीवविज्ञानी के रूप में या शोधकर्ताओं के रूप में जो गैर जीवविज्ञानी भी हो सकते हैं हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टम और न केवल एक सिस्टम कई सिस्टम या शायद इन प्रणालियों के लाखों क्योंकि कम से कम 2 मिलियन जीवित प्रजातियां हैं जो कि रही हैं पहले से ही प्रत्येक प्रजाति की पहचान एक प्रणाली द्वारा की जा रही है जिससे यह जीवन अस्तित्व में है पिछले 3 बिलियन वर्षों से हम जीवन के इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो कि संचित है पिछले 3 अरब साल और यह समझना आसान नहीं है जब तक कि हमारे पास हमारे निपटान में उपयुक्त उपकरण न हों तो चलें कोशिकाओं में वापस आ जाओ किसी भी जीव की कोई भी कोशिका जो आज पृथ्वी पर मौजूद है 3 है आम विशेषता यह है कि प्रत्येक कोशिका बाहरी सीमा से घिरी होती है जिसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली कोशिका की आंतरिक सामग्री को अलग करने में मदद करती है बाहरी वातावरण दूसरी सबसे आम विशेषता साइटोप्लाज्म है अब यह तरल पदार्थ एक जेली जैसा तरल पदार्थ जो पूरे सेल को एक साथ रखता है और यह इस जेलील द्रव में होता है आनुवांशिक सामग्री जो कुछ मामलों में हमारा डीएनए या आरएनए है मौजूद है तो प्रत्येक कोशिका के होते हैं एक बाहरी सीमा बाहरी झिल्ली जेलीइल तरल पदार्थ जिसे साइटोप्लाज्म और कहा जाता है कोशिका के भीतर आनुवंशिक पदार्थ अब यह आनुवंशिक सामग्री वास्तव में एक सेल के भीतर कैसे व्यवस्थित होती है यह 2 प्रमुख वर्गों को निर्धारित करता है कोशिकाओं या कोशिकाओं प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स के 2 प्रमुख समूहों में इसलिए हम विभिन्न प्रकारों को विभाजित करते हैं कोशिकाओं के 2 प्रमुख श्रेणियों प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स में आज हम इसके बारे में बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की विशेषताएं और फिर धीरे धीरे अगली कक्षा में अंतर करने के लिए आगे बढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स तो प्रोकैरियोट्स क्या हैं प्रोकैरियोट्स शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों प्रो और कैरियन से हुई है प्रो का मतलब है पहले और करियन का अर्थ है नाभिक तो जीवों का यह समूह मूल रूप से सबसे अधिक है आदिम जो हम सोचते हैं और जीवित जीवों में सबसे सरल हैं उनके आनुवंशिक होते हैं वह पदार्थ जो कोशिका झिल्ली के अंदर होता है लेकिन एक विशिष्ट उपप्रकार तक सीमित नहीं होता है को ऑर्गेनेल कहा जाता है अब ऑर्गेनेल क्या हैं अब ऑर्गेनेल छोटी संरचनाएं हैं जिन्हें आप एक सेल के भीतर देखते हैं जो स्वयं झिल्लियों से बंधे होते हैं तो यह सुविधा आपको मामले में नहीं दिखती है प्रोकैर्योसाइटों दूसरी बात जो आप प्रोकैरियोट्स में देखते हैं वह यह है कि उनमें से अधिकांश आनुवंशिक हैं सामग्री एकल गोलाकार डीएनए के रूप में मौजूद है और ये जीव या प्रोकैरियोट्स अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया के माध्यम से विभाजित होते हैं अब आपको अलैंगिक प्रजनन से क्या मतलब है उच्चतर जीवों के विपरीत जहां है अंडे देने के लिए नर युग्मक के साथ नर युग्मक का संलयन या युग्मनज कहते हैं मनुष्यों में उदाहरण आप अपने पिता से आने वाले जीन सेट का हिस्सा है और का एक हिस्सा है जीन सेट मां से आ रहा है जिसे आप यौन प्रजनन कहते हैं यह नहीं है जीवों के इन समूह में होते हैं यहां प्रत्येक सेल पहले अपने डीएनए को इस उम्मीद में डुप्लिकेट करेगा कि वह इसे बिल्कुल उसी तरह से डुप्लिकेट कर रहा है संभव के रूप में कई न्यूनतम त्रुटियों और फिर सीधे बिना 2 बेटी कोशिकाओं में विभाजित करें 2 स्वतंत्र युग्मकों के बीच एक शुक्राणु और एक अंडे के बीच कोशिका संलयन की प्रक्रिया से गुजरना प्रोकैरियोट्स के मामले में यह प्रक्रिया नहीं होती है तो अनिवार्य रूप से हर माता पिता सेल अधिक होगा या बेटी की कोशिकाओं के लिए समान सुविधाओं पर कम पास करें और दूसरा शब्द जो मैं आपको नोट करना चाहता हूं उस शब्द को हैप्लोइड्स कहा जाता है और यह तब महत्वपूर्ण हो जाएगा जब हम सेल के बारे में बात करेंगे विभाजन माइटोसिस अर्धसूत्रीविभाजन और सभी अब अगुआ क्या है जैसा कि मैंने कहा मानव जैसे जीवों में जहां यौन प्रजनन की प्रक्रिया होती है जगह लेते हुए हम हमेशा एक जीन की 2 प्रतियाँ प्राप्त करते हैं उदाहरण के लिए यदि आपकी आंख का रंग आपके लिए है आपके पिता से आने वाला एक जीन होगा और आपकी माँ से आने वाला जीन होगा तो प्रत्येक जीन हालांकि दोनों जीन आंखों के रंग के लिए कोडिंग कर रहे हैंएक संस्करण से आ रहा है पिता और दूसरा संस्करण मां से आ रहा है जिसे आप एलील कहते हैं अब यह स्थिति जहां प्रत्येक जीन के लिए आपके पास पिता से एक और एक से 2 प्रतियां हैं माँ को द्विगुणित स्थिति कहा जाता है लेकिन चूंकि प्रोकैरियोट्स हर के लिए यह प्रदर्शित नहीं करते हैं जीन उनके पास केवल एक प्रति है अब यह दिलचस्प है एक वे यौन से नहीं गुजरते प्रजनन और हर चरित्र के लिए उनके पास एक जीन है लेकिन यह पर्याप्त गुंजाइश देता है क्योंकि अगर यह एकल प्रति किसी भी प्रकार के उत्परिवर्तन से गुजरती है किसी भी समय यह एक भिन्नता बन जाती है और फिर इसे जमा करना अधिक आसान होता है ये विविधताएं क्योंकि अगर यह द्विगुणित जीव था तो भिन्नता प्रमुख हो सकती है या हावी नहीं हो सकता है और यह कुछ ऐसा है जो आप अपने मेंडेलियन में अध्ययन करेंगे आनुवांशिकी मैं इसे यहां कवर नहीं करने जा रहा हूं लेकिन मैं उसी बिंदु पर घर लाना चाहता हूं प्रोकैरियोट्स बहुत सरल हैं क्योंकि वे अलैंगिक प्रजनन से गुजरते हैं और उनके पास एक है किसी दिए गए जीन की प्रतिलिपि और इसलिए उसे अगुणित कहा जाता है और प्रोकैरियोट्स की अन्य सबसे पेचीदा विशेषता यह है कि वे किसी भी रूप में जीवित रह सकते हैं न्यूनतम पोषक तत्व आपको उन्हें जटिल कार्बोहाइड्रेट स्रोतों के साथ विकसित करने की आवश्यकता नहीं है आप उन्हें बुनियादी कार्बन स्रोत दें और वे बहुत अच्छी तरह से जीवित रहने में सक्षम हैं तो आइए हम देखें अब यहाँ एक आरेख है जो इस प्रकार का है जो मैंने अभी कहा था प्रोकैरियोट्स के मामले में डीएनए एक शिथिल गोलाकार है इस मामले में यह बिल्कुल परिपत्र नहीं दिख रहा है लेकिन यह डीएनए का एक एकल टुकड़ा है जो चारों ओर चल रहा है और यह भीतर केंद्रित है साइटोप्लाज्म और यह स्वयं किसी झिल्ली से घिरा नहीं है ऐसी संरचना क्या है आप न्यूक्लियॉइड के रूप में कहते हैं इसके अलावा यह डीएनए इस जेलीइल पदार्थ में तैर रहा है जिसे आप एक के रूप में कहते हैं साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे घटक होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है अब ये राइबोसोम महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये मूल मशीनरी हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक और मैं बाद में अन्य वीडियो में इस पर वापस आऊंगा जब हम हैं प्रोटीन संश्लेषण के बारे में बात करना यह एक जीवित दुनिया का एक बहुत ही अनिवार्य घटक है तो साइटोप्लाज्म इस जेलीइंट की तरह है द्रव जिसमें छोटे छोटे अंग होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है हालांकि वे झिल्लीदार नहीं होते हैं बाध्य और ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और तो आपके पास जेनेटिक सामग्री है जो साइटोप्लाज्म में कुल मिलाकर शिथिल है एक झिल्ली से घिरा हुआ है और इस संरचना को आप न्यूक्लियॉइड कहते हैं यह सब अंत में लगभग सभी जीवों में संलग्न है जिसे आप कोशिका झिल्ली कहते हैं तो यह क्या है यह ग्रे एक है है ना अब यह सभी जीवों में होना है लेकिन प्रोकैरियोट्स के भीतर आपके पास श्रेणियां हो सकती हैं जहां कोशिका झिल्ली आगे संरक्षित हो सकती है एक सेल की दीवार या एक कैप्सूल द्वारा अब ये 2 सुविधाएँ अनिवार्य नहीं हैं लेकिन वे मौजूद हो सकती हैं या नहीं भी एक और दिलचस्प विशेषता जो प्रोकैरियोट्स है एक लंबे बालों की तरह है या प्रक्षेपण जो है आप फ्लैगेल्ला के रूप में कहते हैं यह सचमुच प्रोपेलर की तरह है इसलिए अगर किसी बैक्टीरिया को आगे बढ़ना है और यह एक जलीय वातावरण में निवास कर रहा है उदाहरण के लिए यह विशेष रेशा जिस तरह से आप यह शुक्राणु कोशिकाओं में है यह विशेष रेशा प्रोकार्योट को आगे बढ़ने की अनुमति देता है इसके अलावा कुछ प्रोकैरियोट्स में अनुमानों की तरह छोटे छोटे बाल हैं जो जिसे आप पिली कहते हैं संगठन और संरचना के संदर्भ में प्रोकैरियोट्स हैं सरल जहां आनुवंशिक सामग्री केवल एक झिल्ली द्वारा संलग्न नहीं है में वास्तव में यह एक न्यूक्लियॉइड बॉडी के रूप में मौजूद है और डीएनए काफी सरल है तो क्या सभी प्रोकैरियोट्स के तहत आता है प्रोकैरियोट्स एक समूह है जिसमें 2 प्रमुख होते हैं डोमेन एक बैक्टीरिया है दूसरा एक आर्किया है यह कुछ ऐसा है जो मैंने आपको बताया था पिछला वर्ग तो इसके जीवों के 2 प्रमुख समूह हैं जीवाणु और आर्किया आइए हम पहले बैक्टीरिया को देखें अब बैक्टीरिया फिर से इन जीवों और कुछ का एक बड़ा वर्ग है उनमें से उदाहरण के लिए माइकोप्लाज्मा हैं जो सबसे छोटे ज्ञात बैक्टीरिया हैं और वे नहीं करते हैं एक सेल की दीवार है अन्य सामान्य उदाहरण जिन्हें आप संभवतः पहले से जानते हैं ई कोली जिसे आप अपनी आंत में और दूसरे बहुत महत्वपूर्ण और औद्योगिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण पाते हैं माइक्रोब जो बेसिलस सबटिलिस है वास्तव में अधिकांश औद्योगिक एंजाइम और डिटर्जेंट उदाहरण के लिए कंपनियां जो डिटर्जेंट बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं के कुछ उत्पादों का उपयोग करती हैं ये बैसिलस विशेष रूप से एंजाइमों का एक समूह जिसे प्रोटीज और कुछ अन्य कहा जाता है तो बैक्टीरिया सबसे बड़े वर्गों में से एक है और यहां तक कि कहीं भी बैक्टीरिया के भीतर भी विकास के दौरान आप एक बहुत ही अनोखे जीव के रूप में आते हैं जिसे कहा जाता है साइनोबैक्टीरीया आपके पास सायनोबैक्टीरियम के जीवाश्म रिकॉर्ड हैं जो आज भी देखे जाते हैं और आप इस चित्र में जैसा कि मैं आपको इस स्लाइड में दिखाता हूं यह थोड़ा अधिक जटिल है यदि आप इस साइनोबैक्टीरियम में ध्यान देते हैं कि आप क्या देख रहे हैं वही कोशिका झिल्ली रहती है कई परतों में refolding और इसलिए यह सिर्फ कोशिका झिल्ली नहीं है जो कि सिर्फ एक है सीमा आप पाते हैं कि कोशिका झिल्ली तह करती रहती है और यह कोशिका झिल्ली में होती है जीव एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णक रखता है जिसमें सौर को अवशोषित करने की क्षमता होती है ऊर्जा या धूप तो आज जो ज्ञात है वह है कि सायनोबैक्टीरियम हालांकि एक अधिक जटिल वाले कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन जैसे बहुत नंगे संसाधनों पर जीवित रह सकते हैं और पानी और यह बैक्टीरिया का यह समूह है क्योंकि सूर्य के प्रकाश को पकड़ने और उन्हें परिवर्तित करने की उनकी क्षमता के कारण सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में जिसे आप ग्लूकोज और शर्करा कहते हैं वर्तमान पौधों के पूर्वज माना जाता है तो आप पाते हैं कि हालांकि यह बहुत है सरल जीव डीएनए वास्तव में उतना जटिल नहीं है के दौरान यह अभी भी विकसित हुआ है पृथ्वी का इतिहास और यह एक ऐसी स्थिति में आ गया है जहां इसने अपने दम पर एक क्षमता विकसित की है सौर ऊर्जा का उपयोग करें और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करें और इसलिए माना जाता है कि वर्तमान पौधों के पूर्वजों आर्किया के बारे में अधिकअब आर्किया प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया की तरह का एक अनूठा समूह है वे एकल कोशिका वाले हैं वे अलैंगिक प्रजनन दिखाते हैं लेकिन जो चुनौतीपूर्ण रहा है जीवों के इस विशेष डोमेन के साथ यह है कि वे सभी बहुत चरम में पाए जाते हैं वास जैसे कि गर्म पानी के झरने ज्वालामुखी विस्फोट समुद्र के तल में गहरे और या एक अत्यधिक अम्लीय या एक उच्च नमक सामग्री झीलों और आप पाते हैं कि यद्यपि आप उन्हें अंदर देखते हैं ये प्राकृतिक वातावरण जब आप उन्हें प्रयोगशाला में अलग करने और संस्कृति बनाने की कोशिश करते हैं और आप प्रयास करते हैं फिर इसका अध्ययन करें यह बहुत सफल नहीं रहा है और इसलिए हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपके पास अभी भी हैं उनके बारे में पता लगाया और कहा कि कम से कम उनके न्यूक्लिक एसिड को अलग करने की हमारी क्षमता के लिए धन्यवाद जिस वातावरण में वे बढ़ते हैं तो अगर आप गर्म पानी का झरना लेते हैं और कोशिश करते हैं अलग अलग न्यूक्लिक एसिड जो वहां से डीएनए और आरएनए हैं और इसका अध्ययन करें आप एक प्रकार का प्राप्त करते हैं ये जीव कैसे हैं और वे क्या करने में सक्षम हैं इसकी अंतर्दृष्टि हम इन आर्किया के बारे में क्या जानते हैं कि वे प्रोकैरियोट्स से अलग हैं क्योंकि वे चरम वातावरण में विकसित होते हैं और इसलिए जीवित रहने में कामयाब होते हैं और वे क्षमता दिखाते हैं मीथेन का उत्पादन करने की क्षमता की तरह इसलिए उन्हें मीथेनजेन कहा जाता है उनमें एक क्षमता है उच्च नमक में जीवित रहने के लिए प्रभामंडल का मतलब नमक है पित्त का अर्थ है प्यार करना इसे ही नमक कहा जाता है प्यार करने वाले जीव वे झीलों और तालाबों में बढ़ सकते हैं जिनमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है वहाँ एसिडोफाइल हैं जो एक अम्लीय पीएच से अधिक प्यार करते हैं और वे केवल अम्लीय के तहत जीवित रहते हैं स्थितियां और फिर आपके पास वे रोगाणु हैं जो थर्मल वेंट में बढ़ रहे हैं और इसलिए थर्मोफिल्स के रूप में कहा जाता है अब वे महत्वपूर्ण क्यों हैं मेरा मतलब है यह किसी का अनुमान नहीं है कि यदि आप एक औद्योगिक कर रहे हैं सेटअप और आप एक निश्चित रासायनिक रूपांतरण प्रक्रिया की तलाश कर रहे हैं आप चकित होंगे कि कई बार कई उत्प्रेरक या एंजाइम जो इन में से कुछ में उपयोग किए जा रहे हैं औद्योगिक प्रक्रियाओं अगर उन्हें गर्मी प्रतिरोधी होने की आवश्यकता होती है आमतौर पर इन समूहों से प्राप्त होती है थर्मोफिल्स जैसे जीव तो यह देखते हुए कि जीवों के ये समूह चरम स्थितियों में बढ़ते हैं यह संभव है महत्वपूर्ण एंजाइमों और अभिकर्मकों को उनसे अलग करें और मानव लाभ के लिए इसका उपयोग करें क्या है एक और दिलचस्प विशेषता और हमारे पास अब आर्किया के बारे में पर्याप्त सबूत है वह यह है कि जब आप कुछ जीनों और कुछ चयापचय मार्गों की तुलना करने की कोशिश करें चयापचय निश्चित रास्ते और जीन जो आर्किया में पाए जाते हैं यूकेरियोट्स के बहुत करीब पाए जाते हैं दूसरे उच्च अंत जीव इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप उन एंजाइमों को देखने जा रहे हैं जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रतिलेखनअब यह एक प्रक्रिया है जिसमें यह एक प्रक्रिया है जिसमें आनुवंशिक जानकारी है जो डीएनए में कोडित है एक मध्यस्थ कदम या आरएनए में परिवर्तित हो जाता है और फिर भी एंजाइम जो कि अनुवाद की प्रक्रिया में शामिल होते हैं जो कि अगले बाद का कदम है जिसमें जानकारी फिर पास हो जाती है और आरएनए से प्रोटीन में डिकोड हो जाती है तुम खोजो कि आर्किया में इन 2 प्रक्रियाओं में शामिल एंजाइम वर्तमान दिन के समान हैं उच्च अंत जीवों को यूकेरियोट करता है तो आइए हम इस अन्य दिलचस्प पहलू को देखें मैंने पहले उल्लेख किया था कि जीवन विकसित हुआ लगभग 38 बिलियन साल पहले इस चरण के आसपास कहीं क्योंकि वह है जहां हम चरण देखते हैं सबसे पहले जीवाश्म रिकॉर्ड और क्या पेचीदा और बल्कि हैरान करने वाला है हालांकि यह नोट करना है प्रोकैरियोट्स विकसित हुए और आज हमारी समझ के अनुसार जीवों का पहला सेट था विकसित होकर वे आज तक जीवित रहे हैं इसलिए हालांकि हम इसे एक बहुत ही सरल संरचना कहते हैं क्योंकि उनके पास केवल एक ही परिपत्र है डीएनए वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं फिर भी जीवों का यह समूह जो आप पाते हैं बच गए हैं उन स्लॉट्स से परे जिन्हें पृथ्वी ने पिछले 3 बिलियन या वर्षों में अनुभव किया होगा और अभी भी है जीवित रहना और पनपना अब यह कैसे संभव है अब यह एक बहुत ही दिलचस्प बात है देखने के लिए और जिस कारण से हमें लगता है कि यह संभव है क्योंकि ये जीव नहीं हैं लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं उनके पास भिन्नता प्राप्त करने की क्षमता है और वे ऐसा करते हैं प्रक्रिया जिसे क्षैतिज जीन स्थानांतरण कहा जाता है तो क्या होता हैइस उदाहरण को लेते हैं इस क्षैतिज जीन के 3 प्रमुख रूप हैं प्रोकैरियोट्स में स्थानांतरणसंयुग्मन की प्रक्रिया जिसमें हम यह मानते हैं कि यह एक बैक्टीरिया है और यह एक और बैक्टीरिया है और दूसरे बैक्टीरिया के लिए कुछ अनुकूल विशेषताओं की आवश्यकता होती है पहला बैक्टीरिया कि तो क्या होता है 2 जीवाणु एक साथ आते हैं और उनके झिल्ली और I के माध्यम से जुड़ते हैं बाद में आपको बताएंगे कि वे झिल्लियों के माध्यम से जुड़ने में सक्षम क्यों हैं क्योंकि यही है जैविक झिल्लियों की विशिष्ट संपत्ति हम थोड़ी देर बाद उसके पास आएंगे और वे इसे बनाते हैं कनेक्शन और फिर अनुकूल सुविधाओं को पारित किया जाता है आपको ध्यान में रखते हुए सभी सुविधाएँ नहीं आवश्यक सुविधाओं को दाता सेल से प्राप्तकर्ता सेल पर पारित किया जा सकता है तो इस प्रक्रिया को आप संयुग्मन कहते हैं और फिर वह अनुकूल चरित्र होगा 2 बैक्टीरिया द्वारा अधिग्रहित और 2 बैक्टीरिया के रूप में विभाजितयह इन अनुकूल पर पारित होने जा रहा है इसकी बेटी कोशिकाओं को वर्ण क्षैतिज जीन स्थानांतरण का दूसरा रूप जिसका हिसाब है यह भिन्नता परिवर्तन की प्रक्रिया है अब फिर से मान लें कि आपके पास 2 बैक्टीरिया हैं पड़ोस में रहने वाले बैक्टीरिया 1 और बैक्टीरिया 2 अब बैक्टीरिया 2 को जीवित रहने की आवश्यकता है और कुछ अजीब कारणों से बैक्टीरिया 1 या तो मर गया है और जैसे जैसे इसकी मृत्यु होती है इसकी सारी सामग्री विघटित होती जाती है और फिर इसका डीएनए खंडित हो जाता है जीवाणु 2 पाता है कि डीएनए के कुछ उपयोगी टुकड़े हैं जो अगर इसे प्राप्त करते हैं तो यह एक अस्तित्व प्रदान करेगा लाभ यह उन अनुकूल डीएनए अंशों में से कुछ उठाकर समाप्त होता हैआप यहाँ यह संयुग्मन की प्रक्रिया के विपरीत बैक्टीरिया पहले ही मर चुके हैं अब ऐसे मामले में प्राप्तकर्ता फिर से अतिरिक्त से अनुकूल पात्र प्राप्त करना शुरू कर देता है डीएनए या बल्कि डीएनए जो अपने वातावरण में चारों ओर तैर रहा है यह प्रक्रिया आप क्या है परिवर्तन के रूप में कॉल करें और तीसरा रूप पारगमन है जिसमें आनुवांशिक जानकारी होती है वायरस और बैक्टीरिया के बीच हो रहा है इसलिए यद्यपि जीवों के ये समूह अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं और वे अपने सभी में प्रयास करते हैं पूरी ईमानदारी खुद को बेटी कोशिकाओं के करीब जीन के पूर्ण सेट पर पास करें अगर वातावरण में आवश्यकता है तो भिन्नता हासिल करने के लिए वे प्रक्रिया से गुजरते हैं क्षैतिज जीन स्थानांतरण या तो संयुग्मन परिवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से या पारगमन और इसलिए जीवों के ये समूह इतने लंबे समय तक जीवित रहने में कामयाब रहे हैं समय क्योंकि वे शायद एक द्विगुणित जीव की तुलना में भिन्नता के लिए अधिक अनुकूल हैं तो चलिए एक अंतिम समूह में आते हैं जो वायरस है अब 19वींसदीके अंत तकऔर पेनिसिलिन की खोज के लिए धन्यवाद कम या ज्यादा लोगों या वैज्ञानिकों ने सोचा कि बैक्टीरिया हैं पृथ्वी पर सबसे छोटे संभव जीव लेकिन तब कुछ बीमारियां थीं जो नहीं हो सकती थीं बैक्टीरिया द्वारा समझाया जा सकता है विशेष रूप से तंबाकू पौधों में तंबाकू मोज़ेक रोग अब यह रूसी वैज्ञानिक दिमित्री इवानोव्स्की का प्रयास था जो करने की कोशिश कर रहा था यह समझें कि तम्बाकू पौधों में यह तंबाकू मोज़ेक रोग का कारण बनता है और उन्होंने क्या किया था उन्होंने एक संक्रमित पौधे की खातिरदारी की उसे कई फिल्टरों से गुजारा जैसे कि द उस समय ज्ञात छोटे बैक्टीरिया फिल्टर से होकर नहीं गुजरेंगेतथाकथित बैक्टीरिया मुक्त छानना एकत्र किया और एक असंक्रमित संयंत्र और वह क्या है पर डाल दिया पाया गया कि सभी ज्ञात बैक्टीरिया रूपों से छुटकारा पाने के बावजूद छानना अभी भी सक्षम था नए पौधे को संक्रमित करें बाद में इसका एहसास वेन्डल स्टैनली को हुआ जब उसने यहाँ क्या था उसे क्रिस्टलाइज़ करने की कोशिश की ये कुछ प्रोटीन जैसे कण होते हैं जो क्रिस्टलीकरण और इन प्रोटीनों में सक्षम होते हैं कणों की तरह अपने दम पर नकल नहीं कर सकते इसलिए एक मायने में वे पूरी तरह से जीवित नहीं हैं जब वे एक जीवित जीव को संक्रमित करते हैं तब वे अपने आनुवंशिक की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं प्रतिकृति तो दूसरे शब्दों में उनके लिए प्रचार करने के लिए उन्हें एक और जीवित को संक्रमित करने की आवश्यकता है जीव और इसलिए अनिवार्य परजीवी के रूप में कहा जाता है तो ये वायरस ज्यादा छोटे होते हैं बैक्टीरिया की तुलना में वास्तव में नैनो मीटर रेंज में और इसलिए बहुत लंबे समय तक वे नहीं थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के आगमन तक की खोज की और जैसा कि मैंने बैक्टीरिया और उच्च जीवों के विपरीत उल्लेख किया है हालांकि ये कण एक बनाए रखते हैं आनुवांशिक सामग्री जो प्रोटीन कोट से घिरी होती है उदाहरण के लिए अगर यह डीएनए है या यह हो सकता है आरएनए हो यह सिर्फ एक प्रोटीन कोट में समझाया गया है लेकिन अपने दम पर यह तब तक दोहराया नहीं जा सकता जब तक कि यह एक जीवित जीव को संक्रमित करता है तो आप एक अर्थ में कह सकते हैं कि ये एक समूह हैं हम कॉल नहीं कर सकते उन्हें पूरी तरह से जीव के रूप में क्योंकि उन्हें अभी भी एक और जीवित जीव पर निर्भर होने की आवश्यकता है लेकिन वे अनिवार्य परजीवी हैं तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा है हमने बात की है कि प्रोकैरियोट्स क्या हैं और हमने देखा है कि उनके पास एक अच्छी तरह से परिभाषित परमाणु संरचना नहीं है तो प्रोकैरियोट्स ए हैं जीवों का समूह जहां परमाणु सामग्री या जिसे आप आनुवंशिक सामग्री कहते हैं वह है एक न्यूक्लियॉइड बॉडी के रूप में व्यवस्थित यह किसी भी तरह की झिल्ली और पूरे से घिरा नहीं है जीव में कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त प्रोकैरियोट्स में सेल की दीवार हो सकती है या नहीं हो सकती है और वे सभी अलैंगिक मोड प्रजनन से गुजरती हैं इसके विपरीत अधिक जटिल जीव जिसमें पौधे जानवर कवक और शामिल हैं प्रोटिस्ट सभी यूकेरियोट्स के वर्ग से संबंधित हैं जहां पूरी आनुवंशिक सामग्री बहुत अच्छी तरह से है एक विशेष झिल्ली बाध्य संरचना के भीतर जिसे नाभिक कहा जाता है में आयोजित किया जाता है हम बात करेंगे हमारी अगली कक्षा में यूकेरियोट्स के बारे में लेकिन उन लोगों के लिए जो इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अलैंगिक प्रजनन वास्तव में कैसे होता है मैं सुझाव दूंगा आप 2 सुझाए गए वीडियो लिंक के माध्यम से जाने के लिए और इसके साथ ही हम इस वीडियो का समापन करते हैं अगले एक में फिर मिलेंगे धन्यवाद